हाइजेनबर्ग का क्वांटम यांत्रिकी का सूत्रीकरण हार्मोनिक आसलेटर आवर्ती दोलक के लिए अनुप्रयोग तो हमने पिछले दो व्याख्यानों में जो सीखा है वह है हाइजेनबर्ग का क्वांटम यांत्रिकी का सूत्रीकरण और दो चीजें जो हमने अब तक सीखी हैं हमारा नंबर एक है कि quantities राशियों जैसे x या V या अन्य व्युत्पन्न quantities राशियों को संख्याओं के संग्रह के रूप में व्यक्त किया जाना है जो अब हम जानते हैं कि मैट्रिसेस आव्यूह हैं इसलिए मैट्रिसेस के रूप में रखा गया हैं और मुझे यह पसंद है उदाहरण के लिए अगर मैं x को व्यक्त करता हूँ तो मैं इसे x11 x12 के रूप में लिखूंगा और x12 की एक समय निर्भरता है iω12t x13 ei13t और इसी तरह x21 ei21t x22 x23 ei23t यहाँ और इसी तरह ध्यान दें कि यदि कोई quantity राशि time independent समय स्वतंत्र है इसका अर्थ है कि यह समय पर निर्भर नहीं करती है सभी off diagonal terms विकर्ण के अतिरिक्त पद कुछ भी जिसमे ei12t ei12t या ei13t निहित होगा 0 होगा और मैट्रिक्स विकर्ण होगा मुझे यह भी बताना चाहिए कि 12 एक ऋण चिह्न के साथ 21के बराबर है जो कि ℏ है h2 है तो इतना कुछ है जो हमने सिद्धांत के गतिज भाग के बारे में सीखा है और फिर हम quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध शर्त प्राप्त करते हैं जिसने कहा कि 2 ∞nn 2 nn 2h है और फिर हम इसे इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं 4πm ∞nn Cnn यह ∞nn 2 nn 2ℏ भी लिखा जा सकता है क्योंकि मैं पहली condition शर्त लूंगा यह भी equivalent condition समतुल्य शर्त है तो ये सभी equivalent समतुल्य हैं आगे बढ़ने से पहले मैं यहां कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ और इस condition शर्त को प्राप्त करते समय हम CnnCnn या समकक्ष Cnn Cn n का उपयोग करते हैं और कभी कभी एक प्रश्न विशेष रूप से उठाया जाता है कि हम यह सब संगतता सिद्धांत पर आधारित करते हैं जहां हमने कहा है कि CC और जो प्रश्न उठता है प्रश्न यह है कि C मान लीजिए कि यह क्वांटम यांत्रिक रूप से Cnn के संगत है तो C क्या यह Cn n या Cnn होना चाहिए और मैंने जो दावा किया है वह मैंने इस स्क्रीन पर नीले रंग में दिखाया है और इसका कारण इस प्रकार है याद करें कि C आवृत्ति τω के संगत है और C आवृत्ति τω के संगत है और τω क्वांटम यांत्रिक रूप से ℏ पर जाता है इसी तरह -τω ℏ पर जाएगा और En Enℏ पर नहीं यह इस पर नहीं जाता है और इसलिए क्वांटम यांत्रिक रूप से τ के लिए सही गुणांक En En होगा और संगत गुणांक C Cn n होगा और Cnn नहीं होगा तो यह बहुत सावधानी से किया गया है और सब कुछ सुसंगत है अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि गतिशील स्थिति में क्या condition शर्तें होनी चाहिए तो हाइजेनबर्ग ने क्या प्रस्तावित किया कि x द्वारा संतुष्ट गति का समीकरण गति के शास्त्रीय समीकरण के समान है अर्थात x जो d2xdt2Fxm के समान है सिवाय इसके कि अब प्रत्येक x और प्रत्येक Fx की गणना इन मैट्रिक्स का उपयोग करके की जानी है और फिर आप समस्या का हल करते हैं अब हम जो करने जा रहे हैं वह हाइजेनबर्ग की विधि को एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पर लागू करना है जो उन्होंने अपने पेपर में भी किया था उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जिसमें उन्होंने अहारमोनिक ऑसिलेटर माना तो इसके लिए समीकरण x02xx20 है उन्होंने एक अहारमोनिक ऑसिलेटर लिया ताकि वह अपनी गुणन शर्तों का उपयोग कर सके हम थोड़ा अलग रास्ता अपनाने जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस बात पर चलें कि एनाहार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे हल किया जाए तो हम संगतता सिद्धांत से कुछ उधार लेने जा रहे हैं इसलिए मैं संगतता सिद्धांत से समस्या को हल करने के लिए उधार लेने जा रहा हूँ और मैं यहां जो उधार लेता हूँ वह है यह Δ n याद करें कि हमने derive व्युत्पन्न किया था हम अधिकतम ±1 प्राप्त कर सकते हैं हाइजेनबर्ग ने अपने पेपर में अहारमोनिक ऑसिलेटर समीकरण पर विचार किया और के लिए lowest order approximation निम्नतम कोटि सन्निकटन में n बराबर ±1 प्राप्त किया जा सकता है हम यह मानने जा रहे हैं कि और उस धारणा का हमारा आधार इस बात को संगतता सिद्धांत से उधार लेने वाला है ठीक है तो हम यही करने जा रहे हैं तो चलिए इसे step by step चरण दर चरण लिखते हैं नंबर 1 x representation Cnn 1 या Cnn1 की संख्याओं का एक संग्रह होने जा रहा है क्योंकि अधिकतम n परिवर्तन 1 हो सकता है और यहां संगत आवृत्ति इसे nn 1 और nn1 होने दें ताकि समय निर्भरता को इस प्रकार लिखा जा सके मुझे इसे एक अलग रंग में लिखने दें Cnn 1einn 1t और दूसरा एक Cnn1einn1t के रूप में यह समय निर्भरता है नंबर 2 गति का समीकरण गति के शास्त्रीय समीकरण के समान है जो कहता है कि x02x0 है आइए हम किसी एक घटक के लिए substitute प्रतिस्थापित करें इसलिए मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ उदाहरण के लिए Cnn 1 के लिए मैं nn 12Cnn 102Cnn 1einn 1t0 प्राप्त करने जा रहा हूँ और यह मुझे तुरंत nn 1±0 देता है इसी तरह मैं nn12Cnn102Cnn10 प्राप्त करने जा रहा हूँ और इसका तात्पर्य है कि nn1 0 लेकिन एक minus sign ऋण चिह्न के साथ इसे ध्यान में रखें क्योंकि एक आवृत्ति है जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी से निचले स्तर तक छलांग लगा रहा है और हम एक positive frequency धनात्मक आवृत्ति ले रहे हैं अन्य एक negative frequency ऋणात्मक आवृत्ति होने जा रही है तो एक बार गति के शास्त्रीय समीकरण से यह स्पष्ट हो जाने के बाद हम अपनी quantum conditions क्वांटम शर्तों को लागू करने के लिए तैयार हैं और quantum condition क्वांटम शर्त कहती है Cnn 2 nn 2h अब इस केस में α ±1 है क्योंकि n ±1 है अब 1 आपको 2πm0 2 0 Cnn 1 2 देता है और 1 मुझे 2πm 0Cn 1n 20Cnn1 2 देगा और इन दो का योग मुझे h देगा और आप इन दो पदों को जोड़ते हैं आप 4πm Cnn 1 2h प्राप्त करने जा रहे हैं यह वही है जो quantum condition क्वांटम शर्त मुझे देती है ठीक है तो यह quantum condition क्वांटम शर्त है और यह मुझे Cnn1 निर्धारित करने में मदद कर सकती है और मैंने यहां जो उपयोग किया है मैंने इसका भी उपयोग किया है कि Cnn12 Cn1n 2 और Cnn 1 के बारे में भी यही बात है तो अब मुझे जो quantum condition क्वांटम शर्त दी गई है वह यह है कि 4πm0 Cn1n 2 Cnn 12h या Cn1n 2 Cnn 12h4πm0 और इसका तत्काल अर्थ है कि solution हल बहुत सीधा है कि Cnn 1nh4πm0constant याद करें कि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि स्थिरांक को quantum conditions क्वांटम शर्तों से निर्धारित किया जाना चाहिए इसे मैं n2m0constant के रूप में भी लिख सकता हूँ अब हम physics भौतिकी का कुछ उपयोग करने जा रहे हैं Physics है कि निचले स्तर पर कोई transition संक्रमण नहीं है जो कि ground state आद्य अवस्था से होता है जो कि n 0 है और इसका अर्थ है कि Cn0n 10 जो इस समीकरण से आपको तुरंत बताता है कि constant स्थिरांक 0 के बराबर है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर समीकरण लेते हुए पहला step कदम शास्त्रीय समीकरण ने मुझे दिया कि सभी n के लिए nn 10 और सभी n के लिए nn1 0 नंबर 2 हमने quantum condition क्वांटम शर्त को लागू किया हमने यही किया है हमने quantum condition क्वांटम शर्त को लागू किया और पाया कि Cnn 1 निकाय की ऊर्जा के बारे में क्या तो हमें ये transition matrix element संक्रमण मैट्रिक्स तत्व मिल गए हैं अब ऊर्जा चूंकि ऊर्जा संरक्षित है ऊर्जा मैट्रिक्स के केवल diagonal elements विकर्ण तत्व 0 के बराबर नहीं हैं क्योंकि यदि वहाँ diagonal elements होते हैं तो वे आवश्यक रूप से eiωt को शामिल करेंगे और यह एक time dependent काल आश्रित बना देगा इसलिए यदि मैं nवें स्तर के लिए ऊर्जा की गणना करना चाहता हूँ तो nवें स्तर के लिए यह 12mvn2 12kxn2 के बराबर होगा और यह 12mvnn2 12m02xnn2 है और यह nवें स्तर के लिए ऊर्जा होगी यह वही है जो हमें nवें स्तर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निकाय के लिए अभी गणना करने की आवश्यकता है और हम इसे आगे करते हैं x क्या है इसे Cn संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है इसलिए x2tnn और कुछ नहीं बल्कि ∑CnnCnn होगा ठीक है और यह वही है और कुछ नहीं बल्कि ∑ Cnn अब हमने देखा है कि nn±1 और इसलिए इस वजह से मेरे पास Cnn12 Cnn 1 2 है और इनकी गणना की गई है यह और कुछ नहीं बल्कि n12m0nℏ2m0 है जो आता है इसलिए n12m0 v' के बारे में क्या v2tnn और कुछ नहीं बल्कि ∑innCnninnCnn होने जा रहा है लेकिन ∑innCnninnCnn यह vtt2 है जो और कुछ नहीं बल्कि ∑nnnn Cnn 2 है चूँकि nn nn है हम इसे ∑nn2 2 के बराबर पाते हैं और इसलिए nn±1 लेते है और सभी nn 1 0 होने के लिए हमें यह पूरी चीज 02 202 Cnn 1 2 के बराबर मिलती है जो x2 के समान है और इसलिए यह मान भी 02n12m0 के बराबर होने वाला है तो आपने v प्राप्त कर लिया है हमने 0 प्राप्त कर लिया है ऊर्जा Enn 12mv212m02x2 है जो तब 12mv2 हो जाता है जिसकी हमने अभी गणना की है और कुछ नहीं बल्कि 12mω02n12 ℏm0 है और दूसरा term पद 12mω02n12 ℏm0 है तो यह आता है m कैंसिल हो जाता है तो इधर भी ऐसा ही है 0 में से एक काम करता है और आपको मिलता है n12 ℏ0 यह ऊर्जा है तो हाइजेनबर्ग के क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार तब हमें nवें स्तर के लिए E मिलता है जो n12 ℏ0 के बराबर है ध्यान दें n0 E0 देता है 02 है यह 0 ऊर्जा नहीं है जैसा शास्त्रीय रूप में होता है या यहां तक कि विल्सन सोमरफेल्ड quantum conditions क्वांटम शर्तों में न्यूनतम ऊर्जा ground state energy आद्य अवस्था ऊर्जा 02 है इसे शून्य बिंदु ऊर्जा के रूप में जाना जाता है और ΔE अभी भी 0 या h0 है जो कि यदि हम कृष्णिका विकिरण सूत्र को निकालना deduce करना चाहते हैं तो यह होना चाहिए तो यह सही ढंग से निकलता है और ऊर्जा में शून्य बिंदु ऊर्जा होती है हाइजेनबर्ग इस सब में जो करने में सक्षम रहें है वह पूरी तरह से क्वांटम यांत्रिक विचारों से ऊर्जा की गणना करतें है जहां क्वांटम यांत्रिक राशियों को मैट्रिसेस क्वांटम शर्तों रूप में व्यक्त किया जाता है और equation of motion गति के समीकरण आपको इन गुणांकों को निर्धारित करने में मदद करता है जो उन्होंने प्रस्तावित किया था ऊर्जा के बाहर निकलने की दर या dEdt के बारे में क्या जब transition संक्रमण n से n 1 में किया जाता है और जो आपको आइंस्टीन का गुणांक भी देता है याद रखें कि हमने पहले संगतता सिद्धांत का उपयोग करके इसकी गणना की थी तो चलिए इसे करते हैं dEnn 1dtavg मैं classical formula शास्त्रीय सूत्र का उपयोग करने जा रहा हूँ जो कि औसत समय 23e240a2c3avg के रूप में दिया जाएगा यह वह सूत्र है जिसका हमने उपयोग किया था और जब मैं औसत लेता हूँ तो मैं इसका औसत लेता हूँ यह 13e240nn 14Ampl2c3 आता है अब हम पहले ही देख चुके हैं कि nn 1 और ये सभी चीजें 0 के समान हैं तो यह 13e240nn 14Ann 12c3 होने वाला है इस आयाम के बारे में क्या फिर से शास्त्रीय अर्थ पर वापस जाएं और मैं कहूँगा कि x को ∑Ceiωnt के रूप में लिखा गया था जिसे C को 2Ccos⁡τωt के रूप में वास्तविक होने के रूप में लिखा जा सकता है क्वांटम यांत्रिक अर्थ में तो मैं यह लिखने जा रहा हूँ कि उस संगतता को बनाते हुए आयाम n से n 1 2Cnn 1 होने वाला है और इसका अर्थ है कि Ann 124 Cnn 1 2 जिसकी गणना हम पहले ही कर चुके हैं 4ℏ2m0 तो यह 2ℏm0 आता है मैं इसे यहां सूत्र में substitute स्थानापन्न करूंगा और dEdtnn 1 को 13e24004c3 के बराबर प्राप्त करूंगा और Ann 12 के लिए मुझे 2ℏm0 मिलता है आइए हम कुछ terms पदों को cancel रद्द करें यह 0 मुझे 03 देता है और इसलिए मुझे यह 2 मिलता है जिसे मैं सामने ला सकता हूँ और इसलिए मैं n से n 1 में dEdt संक्रमण लिख सकता हूँ जो 23e24003mc3 के बराबर है मुझे याद है कि यह 0 गुणा Ann 1 के लिए आइंस्टीन गुणांक के बराबर है और यह मुझे तत्काल उत्तर देता है कि Ann 1 23e24002mc3n होने वाला है यहां एक n भी है क्योंकि Cn गुणक में n होता है और ठीक यही उत्तर हमें पहले प्राप्त हुआ था तो क्वांटम यांत्रिक रूप से हमने इसकी गणना विशुद्ध रूप से क्वांटम यांत्रिक गणना के माध्यम से भी की है तो अब मैं हाइजेनबर्ग के हार्मोनिक ऑसिलेटर के समीकरण के अनुप्रयोग पर इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ और लिखता हूँ तो यह मूल रूप से क्वांटम यांत्रिकी के लिए हाइजेनबर्ग का दृष्टिकोण है निष्कर्ष निकालेंगे नंबर एक गतिज राशियों को matrices आव्यूह के रूप में व्यक्त करें और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम problem समस्या को केवल observables प्रेक्षणों के रूप में तैयार करना चाहते हैं काल अनाश्रित राशियों को विकर्ण मैट्रिक्स द्वारा दर्शाया जाता है फिर गति का समीकरण शास्त्रीय है और quantum condition क्वांटम शर्त को matrix elements मैट्रिक्स तत्वों के terms पदों में व्यक्त किया जाता है तो यह Heisenberg's approach हाइजेनबर्ग दृष्टिकोण का निष्कर्ष है इसे और अधिक सामान्य बनाया गया था और एक मजबूत आधार पर रखा गया और मैट्रिक्स यांत्रिकी कहा जाता है जिसके लिए मैं आपको अगले व्याख्यान में एक संक्षिप्त परिचय दूंगा